नमस्कार मित्रों गत सप्ताह के व्याख्यान में हमने अपना ध्यान मुख्यतः लोंगीच्युडनल स्टैटिक स्टेबिलिटी पर केंद्रित रखा और कि कैसे आपके विंग और टेल पिचिंग मोमेंट प्रदान करते हैं हमने देखा कि फुसेलगे को डिज़ाइन करने के मापदंड क्या हैं आपकी नियंत्रण सतह या कंट्रोल सरफेस को डिज़ाइन करने के मापदंड क्या हैं आज के व्याख्यान में हम उन्ही विषयों पर केंद्रित रहेंगे और एक उदाहरण देखेंगे जिससे गत सप्ताह जो हमने सीखा है उस पर हमारी समझ बेहतर होगी उसके पहले हम देखेंगे किस तरह एक एयरोफॉयल हमें आपके डिज़ाइन प्रक्रिया की जानकारी देता है या कि उससे कौन सी जानकारियाँ मिल सकती हैं और कि एरफोइल का चुनाव कैसे करें इसे हम पहले देखेंगे यानी एयरोफॉयल का चुनाव कैसे करें या कि उस से कौन सी जानकारियाँ मिल सकती हैं बोईंग या एयरबस जैसी बड़ी कम्पनियाँ अब एयरोफॉयल के लिए अपना स्वयं का डिज़ाइन बनाती है पर हमारे प्रारंभिक दौर के लिए हम अपने एयरोफॉयल डेटाबेस से उपलब्ध जानकारी का उपयोग करते हैं पहला ग्राफ जो हम देखेंगे वह है CL versus ग्राफ एक सममित एयरोफॉयल के लिए CL versus ग्राफ इस प्रकार का होता है अर्थात यह मूल बिंदु से गुजरता है जबकि एक कैमबर्ड एयरोफॉयल के लिए यह इस तरह का होगा और इन ग्राफों से हमें जो जानकारी मिलती है कि CL के लिए हमारा उच्चतम मान यह है CLmax आप का स्टॉल एंगल stall आपका एंगल ऑफ़ अटैक 0 लिफ्ट पर और कि 0 एंगल ऑफ़ अटैक पर CL का मान यह सारी जानकारी हमें CLविरुद्ध alpha ग्राफ से मिलती है अब दूसरे ग्राफ जो है CD विरुद्ध अर्थात ड्रैग कोफीसिएंट विरुद्ध एंगल ऑफ़ अटैक अथवा कुछ स्थितियों में CL CD विरुद्ध alphaमके स्थान पर हमें देखने को मिलता है CL विरुद्ध CD ग्राफ यह एक बाल्टी के आकार का है इसका क्या महत्व है alpha के किसी विशेष सीमाओं के बीच होने से या इस विशेष अवस्था में CL का विशेष सीमाओं में होने से CD का मान नहीं बदलता है डिज़ाइन के परिप्रेक्ष्य में यह विशेषता मेरे लिए लाभदायी है क्यों कि अगर मैं इस विशेष सीमा में सञ्चालन करता हूँ तो वहां ड्रैग महत्वहीन हो जायेगा या स्थिर रहेगा इन दो ग्राफों के अतिरिक्त तीसरा ग्राफ ग्राफ जो मैं देखूंगा वह है आपका c4 पर कम विरुद्ध alpha का ग्राफ किसी एयरोफॉयल के लिए आप ग्राफ देखेंगे जिसमे Cm चौथाई कॉर्ड पर होगा विरुद्ध एंगल ऑफ़ अटैक और आप देखेंगे इस में बहुत बदलाव होगा पहला सममित एयरोफॉयल के लिए है हम पाएंगे c4 0 के बहुत निकट है पर कैमबर्ड एयरोफॉयल के लिए यह आपके 0 से बहुत नीचे हो जायेगा और इसका ऋणात्मक मान होगा इससे हम Cmac का मान निकल सकते हैं अतः ये 3 मुख्य ग्राफ हैं जो डिज़ाइन प्रक्रिया में सहायक होते हैं क्योंकि आपके विंग और टेल किसी न किसी एयरोफॉयल सममित या कैमबर्ड का उपयोग करते होंगे एक अच्छे डिज़ाइन के ये वांछित मापदंड हैं सारांश में इनसे प्राप्त जानकारी हैं पहली एयरोफॉयल का केम्बर CL optimum या हम देख सकते हैं यह है आपका CLopt यह है आपका CLopt क्योंकि इस विशेष रेंज के लिए आपका ड्रैग स्थिर रहेगा बदलेगा नहीं क्योंकि केम्बर के लिये एयरोफॉयल का केम्बर के साथ CLopt और Cmac बदलते हैं अर्थात केम्बर में वृद्धि के साथ आपका एंगल ऑफ़ अटैक यहाँ 0 है लिफ्ट बढ़ जाती है और Cmac ज्यादा ऋणात्मक हो जाएगा दूसरा बिंदु एयरोफॉयल की मोटाई CDmin बदलता है CDmin tc के मान के साथ साथ बढ़ता है तीसरा बिंदु रेनॉल्ड नंबर के साथ CLmax बढ़ता है और CDmin घटता है और चौथा बिंदु है सतह का खुरदरापन CDmin और CLmax को प्रभावित करता है इन सारे बिंदुओं को हमें विचारना है जब हम एयरोफॉयल तलाश रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार के एयरोफॉयल हैं और इनका विभिन्न क्रम है इनमे से कुछ NACA 4 digit series से कुछ NACA 5 digit series से कुछ NACA 6 digit series से हैं इनके अलावे कुछ Eppler series के हैं और हर एक एयरोफॉयल के लिए पीछे जुड़ने वाले संख्याएँ हैं यथा NACA 66 2 015 और इन संख्यायों की अपनी अपनी विशिष्टता है उदाहरण के लिए पहली संख्या श्रृंखला को दर्शाती है यह है 6 ठा दूसरी संख्या कॉर्ड वाइज न्यूनतम दबाव को कॉर्ड के दशांश में बताती है यानी न्यूनतम दबाव है 06 पर जहाँ x c 06 के बराबर है अब यह छोटा 2 यह है तीसरा अंक यह दर्शाता है कि आपका ड्रैग बकेट CLopt के इर्द गिर्द plus minus 02 तक फैला है और यह आखिरी दो अंक 15 15 है चौथा और पांचवा पांचवा और छठा क्षमा करें और छठा यह दर्शाती है मोटाई आपकी मोटाई है 15 यह सूचनाएं हमें airfoil के विशिष्ट श्रेणी से मिलती हैं श्रेणी संख्या से ऐसी जानकारी मिलती है और जोप्लॉट हैं उनसे प्लॉट के बारे जानकारी मिलती है यह हमने कुछ मिनट पहले एरफोइल डिज़ाइन के बाद देखी थी हम कुछ विंग मापदंडों के लिए देखें उदाहरण के लिए आप आस्पेक्ट रेश्यो कैसे चुनेंगे अतः आस्पेक्ट रेश्यो का प्रभाव आस्पेक्ट रेश्यो का पहला असर होता है लिफ्ट कर्व की स्लोप पर लिफ्ट कर्व हमने देखा है एयरोफॉयल हम जानते हैं CL alpha का मान कुछ मान मान लें k इस CL alpha को 3 d में रूपांतरित करने के लिए हम सूत्रों का उपयोग करते हैं CLCl airfoil1Cl airfoilARe आप देख सकते हैं जैसे आप आस्पेक्ट रेश्यो को बदलते हैं तो साथ साथ लिफ्ट स्लोप कर्व में भी परिवर्तन होता है दूसरा प्रभाव है प्रेरित ड्रैग पर अब यह मिलता है CDiCL2A1 हमारे पास यह DELTA है यह निर्भर करता है टेपर रेश्यो पर स्वीप और विमान के अन्य ज्यामितिक विशेषताओं पर हमारा तीसरा तीसरा है आपका संरचनात्मक वजन हम जानते हैं कि Wing Weight ∝ b जहाँ यह b की सीमा 0 से 05 079 है हम यह भी जानते हैं कि जैसे जैसे आस्पेक्ट रेश्यो बढ़ता है आपका विंग स्पैन भी बढ़ेगा क्योंकि हम जानते हैं कि ARb2S जिससे bARS अब विंग स्पैन बढ़ेगा इस लिए इस रुट पर बहुत ज्यादा मोमेंट होगी जिसके चलते आपके स्पार्स पर ज्यादा बेन्डिंग मोमेंट लगेगी इससे स्पार्स को अधिक भार वहन करना होगा इसी कारण से स्ट्रक्चर का भार आस्पेक्ट रेश्यो स्ट्रक्चर के भार को बहुत प्रभावित करता है और बिंदु d है आस्पेक्ट रेश्यो इफ़ेक्ट जैसा कि हमने पहले ही देखा है स्पैन रुट अंडर आस्पेक्ट रेश्यो के समानुपाती है इस लिए उच्चतर आस्पेक्ट रेश्यो के लिए आपका स्पैन और साथ ही ज्यामितीय एवं वायुगतिकीय विशेषताएं भी उच्चतर हो जाएँगी जिनसे भण्डारण की और अन्य ऐसी समस्याएं होंगी ये हैं aspect ratio के विंग डिज़ाइन पर प्रभाव और विंग डिज़ाइन पर आस्पेक्ट रेश्यो का क्या प्रभाव था अब हम एक सांख्यकी प्रश्न हल करेंगे जो मेरे अभी के और गत सप्ताह के व्याख्यानों पर आधारित है हम इसे एक छोटे UAV के लिए करेंगे एक UAV के लिए हमारे पास ये विनिर्देश हैं UAV का वजन 6 kg विंग स्पेन 25 मीटर टेल स्पेन 08 मीटर क्रूज स्पीड 18 मीटर प्रति सेकंड है और विंग के लिए एरोफोइल E 197 है टेल के लिए यह है NACA 0009 आप जानते हैं कि टेल के लिए हम सिमेट्रिक एरोफोइल का प्रयोग करते हैं और विंग के लिए केम्बर एरोफोइल कुछ और जानकारियाँ जो UAV के लिए हैं वो हैं 0330 meters विंग रूट कॉर्ड 0220 meters टिप कॉर्ड और स्वीप एंगल 5 डिग्री टेल रूट कार्ड है 0200 टिप कार्ड जो है 0150 इन सूचनाओं का उपयोग कर हम टेल सेटिंग एंगल और इसके टेल आर्म की गणना करेंगे साथ ही यह भी पता करेंगे कि विंग और टेल एरफोइल कहाँ होंगे पहले हम देखेंगे कि एयरफोइल E197 and NACA009 के प्लॉटों से क्या जानकारी मिलती है और फिर हम डिज़ाइन पर आगे बढ़ेंगे एक बार जब आप E197 के प्लाट पर नजर डालते हैं तो ज्ञात होता है कि E197 के लिए CLmax है 12 L0 is 275 degrees आपका slope CL एयरफोइल E197 के लिए है 63 प्रति रेडियन वहां आपको मिलेगा डिग्री में जिसे रेडियन में बदलना होगा इसी तरह टेल के लिएCLजो है एयरफॉयल NACA0009 के लिए 666 प्रति रेडियन होगा दूसरी जानकारी जो CD विरुद्ध ग्राफ से मिलती है कि के किस सीमा में मुझे जाना है जहाँ मुझे न्यूनतम ड्रैग मिले तीसरी बात है कि चौथाई कॉर्ड पर Cm विरुद्ध क्या होगा जिससेCmac को पा सकें और Eppler 197 के लिए Cmac है लगभग 007 दुसरे पद में विंग और टेल के एरिया की गणना है विंग के लिए बताया गया है कि टिप पर कॉर्ड 0220 मीटर है और रुट कॉर्ड 0330 मीटर है अतः क्षेत्रफल निकलने के लिए इसे ट्रपेज़ोइड की भांति लेंगे दिया गया है कि स्पेन 25 मीटर है इस लिए यह होगा 252 Area12distance क्योंकि यह आधे विंग का क्षेत्रफल है इसे 2 से गुणा कर पूरे विंग का क्षेत्रफल मिलता है यह आता है 06875 वर्ग मीटर इसी तरह टेल एरिया के लिए CR 02 था CT 0150 था और स्पेन था 08 मीटर अतः टेल एरिया होगा St02015082014m2 तीसरा पद है आस्पेक्ट रेश्यो की गणना आस्पेक्ट रेश्यो मिलता है b square by S से हम जानते हैं कि विंग स्पेन है 25 मीटर और एरिया है S 06875 वर्ग मीटर जिससे आस्पेक्ट रेश्यो मिलता है 909 और इसी तरह टेल के लिए आस्पेक्ट रेश्यो है 08 का वर्ग गुणे 014 जो है लगभग 457 और टेलके लिए आस्पेक्ट रेश्यो आमतौर पर 4 से 5 के बीच होता है चौथे पद में विंग और टेल के लिए CL alpha की गणना करनी है एरोफाइल से प्राप्त सूचनानुसार Eppler 197 के लिए स्लोप थी CL alpha NACA 0009 के लिए है 666 ये सभी हैं प्रति रेडियन में 2 d से 3 d में रूपांतरण के सूत्र का प्रयोग करने से CLCl1ClARe6316308909494rad और CLt666166645708421rad पांचवें पद में औसत एयरोडायनामिक कॉर्ड तथा एयरोडायनामिक सेंटर औसत एयरोडायनामिक कॉर्ड की गणना करने की दो विधियां हैं आप ज्यामिति का व्यव्हार करें या आप ज्यामितीय विधि में सूत्र का प्रयोग करें आपको ज्ञात है रुट कॉर्ड और टिप कॉर्ड यह है आपका रुट कॉर्ड और यह है आपका टिप कॉर्ड इस लम्बाई को नाप लें और रूट कॉर्ड CT की इस लम्बाई को आगे बढ़ा दें इन दो बिंदुओं को मिलाएं और या तो इस सेंटर को इस सेंटर से मिलाएं या फिर आप यहाँ इस लाइन को आगे बढ़ाएं जो कि CR है यह आपकी CT होगी और इन दो लाईनों को मिला दें यह आपकी औसत एयरोडायनामिक कॉर्ड होगी यह ज्यामितीय विधि है अगर आप ज्यामितीय विधि का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं कारण कि आपके विंग बहुत बड़े हैं और आप सीधे इस का उपयोग नहीं कर सकते तब आप गणितीय सूत्र को लगाएं जिसका अर्थ है c mean या औसत एयरोडायनामिक कॉर्ड बराबर है c23CR121 जहाँ है टेपर रेश्यो अर्थात टिप कॉर्ड और रुट कॉर्ड का रेश्यो यहाँ पर हमारे मामले में यह है 0220 by 0330 जो लगभग 067 है आपका औसत एयरोडायनामिक कॉर्ड होगा c230331067067210670279m एक बार औसत एयरोडायनामिक कॉर्ड की गणना करने के बाद आप एयरोडायनामिक सेंटर को निकाल लें c230331067067210670279m अब प्रश्न में दिया हुआ है कि आप को मिलतीहै 5 डिग्री की स्वीप यह मान लें कि थीटा है और मान लें की यह औसत एयरोडायनामिक कॉर्ड है तब रुट से दूरी x और हॉरिजॉन्टल लाइन से दूरी y हमें मिलते हैं xb6121 और yb6121tan हमारे मामले में y256120671067tan50051 जैसा कि आप जानते हैं एयरोडायनामिक सेंटर के लिए हम आमतौर पर c by 4 को एयरोडायनामिक सेंटर लेते हैं इस मामले में c था 0279 इस लिए AC होगा 0279 by 4 बराबर 00697 आपका एयरोडायनामिक सेंटर हॉरिजॉन्टल लाइन से y c4 दूरी पर होगा जो बराबर है yc400510069701207 m अतः अगर यह आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और यह आपका रुट कॉर्ड है जो है 0330 तो आपका एयरोडायनामिक सेंटर इस बिंदु के सापेक्ष 01207 मीटर पर होगा अगर आप x की गणना करते हैं यह होगा 058 इन सारी गणनाओं के बाद आपने AC की स्थिति हॉरिजॉन्टल लाइन के सापेक्ष पा ली है या अपने विंग की आरंभिक स्थिति से इसके बाद छठे पद में आप आकलन करते हैं CLtrim का या CL का विशिष्ट मान जिस पर आप विमान का संचालन करना चाहते हैं और कि Cm0 का मान क्या होना चाहिए हम जानते हैं कि विमान का भार 6 किलोग्राम है और गति 18 मीटर प्रति सेकंड है यह है क्रूज वेलोसिटी CL2WSV2 सूत्र लगाने पर आप CLtrim का मान जान सकते हैं जो है CLtrim26981122506875182 इस लिए मैं 0657 पर संचालन करना चाहता हूँ अब अगर आप इन मानों को बदलना चाहते हैं आपको मानों का दूसरा सेट लेना होगा यह मैंने पहले CLtrim का मान निकाला है ऐसे विभिन्न मामले हो सकते हैं और विभिन्न मामलों में CLtrim के विभिन्न मान हो सकते हैं उदाहरण के लिए आप संचालन कर सकते हैं जहाँ CL न्यूनतम ड्रैग के बराबर है CLCD0K जहाँ आपCD0 की गणना कर सकते हैं आप मान सकते है कुछ भी 032 से 004 K की आप गणना कर सकते हैं और आपको मिलेगा एक CLtrim न्यूनतम ड्रैग पर यहाँ पर स्टैटिक मार्जिन SM dCmdCL मिलती है गत व्याख्यानों से हमें यह पता है इस लिए Cm विरुद्ध CL ग्राफ बनाने पर हम देखेंगे कि यह माइनस स्टैटिक मार्जिन है और बिंदु 0657 पर परिचालन करने के लिए Cm0 का क्या मान होगा यह CL पर 0 है यह मुझे गणना करनी होगी कि Cm0 के किस मान के लिए एक विमान को 0657 पर ट्रिम कराया जा सकता है मान लें की मैं 15 स्टैटिक मार्जिन चाहता हूँ आप कोई भी स्टैटिक मार्जिन 10 15 या 20 ले सकते हैं आप को जो भी पसंद हो मैंने तो 15 लिया है आप जानते हैं कि विमान को स्थैतिक रूप से स्थिर रहने के लिए Cm विरुद्ध की slope of Cm versus CLकी स्लोप ऋणात्मक होनी चाहिए साथ ही Cm0 को धनात्मक होना चाहिए पर इन दोनों का मामला यहाँ भिन्न है Cm0 पर 0 हो हटा है और Cm0 CL पर 0 हो जाता है इस लिए मैं 0 पर स्वयं अपनी सारी गणनाएं करूँगा इस मामले में आपके CLके लिए क्याCm0 का मान इस पर 0 के बराबर नहीं होगा Cm0 का यही मान आगे की गणनाओं में व्यव्हार करेंगे हम देख रहे हैं Cm विरुद्ध CL ग्राफ के अनुसार हमारीCm0 आवश्यकताएं क्या हैं मुझे CL0 मान परCm0 की गणना करनी होगी सर्वप्रथम मुझे CL naught का मान निकलना होगा जो CLW के बराबर है जिसकी गणना मैं पहले ही कर चुका हूँ और 0 लिफ्ट पर एंगल ऑफ़ अटैक जो मुझे Eppler E197 airfoil जो E197 के लिए है CL0CLWw4942725730237 इसलिए मुझे गणना करनी होगी कि CL 0237 पर Cm0 की हमने ग्राफ से देखा है कि CLtrim स्थान था 0657 CL versus Cm मुझको मेरा मान 0237 पर निकलना है और मुझे मालूम है यह है minus 0 15 माइनस स्टैटिक मार्जिन मैं आसानी से इस स्थिति पर पहुँच सकता हूँ मुझे करना होगा Cm0reqd0657 02370150063 इसलिए0657 के CLtrim के लिए 15 स्टैटिक मार्जिन पाने के लिये मुझे समस्त वायुयान का Cm0 0063 के बराबर पाना होगा अब हम इन गणनाओं के आलोक में देखेंगे कि चाही गयी स्थिति कैसी होगी टेल सेटिंग एंगल क्या होगा टेल सेटिंग एंगल की आवश्यकता है भी कि नहीं तो यह है Cm0reqd अब सातवां पद CG विंग का CmoW Cmot पहले हमने एयरोडायनामिक सेंटर के स्थान को हॉरिजॉन्टल लाइन के सापेक्ष खोजा था यह आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और हमने देखा था कि यह 01207 था जैसा कि हमने पहले के व्याख्यान में जाना स्थिरता के लिए CG को AC के पीछे होना चाहिए यह है टेल का AC और CG को AC के पीछे होना है इसलिए एक फिक्स्ड विंग UAV के लिए हम लिथियम पॉलीमर बैटरी का व्यवहार करते हैं इस से उड़ान के समय इसका वजन नहीं बदलता है हम मान सकते हैं कि इसका CG नियत है UAV होने के कारण परन्तु जेट इंजन होने पर उड़न में ईंधन की खपत लगातार होती है जिससे CG बदल सकता है उस स्थिति में हमें CG की एक श्रेणी पर विचार करना होता है जिसके लिए यह गणना की जाती है पर UAV में हमें इसकी चिंता नहीं करनी है क्योंकि CG नियत है अतः सर्वप्रथम मुझे CG को विंग हॉरिजॉन्टल पोजीशन से 085 मीटर पर लेने दें आप इस CG को बदल सकते हैं और देख सकते हैं इसका परिणाम अथवा क्या होगा टेल सेटिंग एंगल यह सिर्फ गणना के लिए ही हमने 085 मीटर लिया है हमने निष्कर्ष निकला था कि यह हमारी जरूरत है कि हमें CLtrim 0657 पर 15 स्थैतिक मार्जिन की आवश्यकता है इस से वायुयान के लिए Cm0 0063 होने की आवश्यकता है

क्योंकि विंग के लिए CmoWacCmoWCmot 0063 00154Cmot Cmot0063001540074 यह मान मुझे बनाना पड़ता है जिससे पूरे विमान का Cmotac हमें 0063 मिले हमने पहले ही Cmot के लिए सूत्र जान लिया है CmotVHCLt0iw it हमारी गणनाओं के लिए हम VH को लेते हैं 07 विशिष्ट श्रेणी है 052 09 हम लेते हैं 07 अतः हम जानते हैं VHStltSwc हमें पहले से ज्ञात है टेल का एरिया विंग का एरिया हमें मालूम है मीन एयरोडायनामिक कॉर्ड इस से हम टेल आर्म पा सकते हैं

जो बराबर है lt07SwcSt070687502790140959m इससे हमें यह टेल आर्म मिलता है 0959 अतः यह है आपका AC और यह है आपका CG और यह है आपकी टेल इस तरह AC और CG के बीच की दूरी है 0959 मीटर अब Cm की गणना करने के लिए एंगल ऑफ़ इन्सिडेन्स क्या होगा जिससे Cm0 0 0784

तो Cmot1074210iw it 02CL0WAR2023790900166 मैं समीकरण में ये सारे मान रखता हूँ Cm0t10742100166 it00784 it001 rad or 053 यह है टेल इन्सिडेन्स एंगल जो हमें चाहिए जिससे सारे वायुयान का Cmoac 0063 हो जाता है और स्टैटिक मार्जिन 15 मिलती है जो CLtrim पर 0657 हो जाती है हमें न्यूट्रल पॉइंट की गणना करनी है न्यूट्रल पॉइंट हमें मिलता है XNPXac CmfCLWVHCmtCLW Now d d CLW AR24949090346 and Cmfuselage we are taking it as 0 for a time being अब d d CLW AR24949090346 और Cmf को हम अभी 0 ले रहे हैं अब मेरा अंतिम समीकरण हो जायेगा XNPXac1074214941 0346 XNP043260390108227 SMXNP XCG एक बार न्यूट्रल पॉइंट मिल जाने पर आप जांच सकते हैं की मेरी स्टैटिक मार्जिन जो मैंने प्रारम्भ में ली थी वह ठीक है या नहीं आप समीकरण में इन मानों को रख कर पाएंगे कि यह 0159 या इसके नजदीक है और यह बहुत ही सही लग रहा है क्योंकि हमने कई अनुमानित मूल्यों को लेकर यह निष्कर्ष निकला है इस तरह निश्चित होता है कि आपकी टेल आर्म की लम्बाई क्या होगी और आपका आपतन कोण कितना होगा और कि टेल कहाँ रहेगी मैं चाहता हूँ कि आपको विभिन्न CG के साथ अभ्यास करना और जानना चाहिए कि अलग अलग CLtrim स्थितियों में क्या होता है क्योंकि मैंने C L trim को CLtrim2WSV2 लिया है आप C L trim को न्यूनतम ड्रैग पर ले सकते हैं जो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि CD0Kया न्यूनतम शक्ति पर 3CD0K इसका परीक्षण करें और आप ऐसी यह कैसी परिस्थिति में होगा या बना सकते हैं टेल सेटिंग एंगल क्या होगा यह सब इस सांख्यिक प्रश्न के लिए है धन्यवाद